तो अब हम फिर से डीसी जनरेटर पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं जिसमें हम अलग से सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी जेनरेटर देख रहे हैं हमने दो कॅरेक्टरिस्टिक्स को देखा एक ओसीसी है एक अन्य मूल रूप से एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स थीं और मैंने केवल आर्मेचर रिएक्शन पर चर्चा की थी तो मुझे फिर से ओसीसी को बनाना है इसलिए सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी जेनरेटर में हम वास्तव में इंगित कर रहे थे कि Eg एक गैर शून्य मान होगा भले ही If 0 के बराबर हो और फिर यदि रेसिडुयल मॅगनेटिज़म है तो निश्चित रूप से हम इसे कुछ इस तरह से करने जा रहे हैं यह मेरी ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स है और हमने लोड लाइन जैसा कुछ दिखाया था हम मूल रूप से इस विशेष मामले के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट कहां है के बारे में बात कर रहे थे और हमने कहा कि अगर मैं रेटेड फील्ड करंट के बारे में कुछ इस तरह से बात करने जा रहा हूं तो यह है कि रेटेड फ्लक्स भी होगा इसलिए वास्तव में यह मेरा रेटेड वोल्टेज होगा यह ऑपरेटिंग पॉइंट होगा और हमने कहा कि यह विशेष चीज एक स्पीड के अनुरूप होगी जो रेटेड स्पीड के अनुरूप है जब मैं जनरेटर को रेटेड स्पीड से चला रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मशीन के रेटेड ईएमएफ या रेटेड वोल्टेज को उस वोल्टेज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आपके जनरेटर में आप रेटेड फील्ड करंट एक्साइटेशन वाइंडिंग के माध्यम से गुजार रहे हैं और फिर आप जनरेटर को रेटेड स्पीड से चला रहे हैं यही वह है जो जनरेटर के रेटेड वोल्टेज के रूप में परिभाषित किया गया है और फिर हम देखने की कोशिश कर रहे थे यदि मेरे पास यहाँ जनरेटर रखा है और मैं एक लोड को जोड़ रहा हूँ जो एक वेरिअबल लोड है इसलिए हम देख रहे थे कि जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या है और हम देख रहे थे कि लोड में से जो करंट प्रवाहित हो रही है वह कितनी है जो सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी जेनरेटर के मामले में आर्मेचर करंट के समान है तो मेरे पास मेरी फील्ड वाइंडिंग हो सकती है यहाँ कुछ पुस्तक फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के लंबवत दिखाती है क्योंकि ब्रश हमेशा लाइन से लंबवत जुड़े होते हैं जहां भी फील्ड लाइन्स होती हैं आम तौर पर वहां लंबवत ब्रश रखा जाएगा यही कारण है कि कभी कभी पुस्तक कुछ प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है फ़ील्ड को हमेशा ब्रश एक्सिस के लंबवत दिखाया जाएगा इसी तरह यह दिखाया जाएगा इसलिए मूल रूप से इस तरह से फील्ड करंट प्रवाहित होने जा रहा है इसलिए मेरे पास Vf जुड़ा हुआ है यहाँ मेरे पास करंट फील्ड को बदलने के लिए सीरीस में एक रेज़िस्टेन्स जुड़ा हो सकता है और यह स्वाभाविक रूप से मेरा Rf होने वाला है और यह मेरा Rext होने वाला है एक्सटर्नल रेज़िस्टेन्स जो कनेक्ट किया है तो अगर यह मेरी एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स होने जा रही है जहाँ मैं आर्मेचर करंट के संदर्भ में टर्मिनल वोल्टेज क्या है इसे बना रहा हूं अगर यह एक आइडीयल जनरेटर होता मशीन में बिना किसी भी रेज़िस्टेन्स ड्रॉप के तो मुझे एक फ्लैट कॅरेक्टरिस्टिक्स मिलनी चाहिए थी लेकिन मुझे एक फ्लैट कॅरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रही है क्योंकि निश्चित रूप से IaRa ड्रॉप कुछ मात्रा में हो रहा है मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा हूं लेकिन यह मेरा IaRaड्रॉप है यह मूल रूप से इस वजह से है कि मशीन कंडक्टरों के भीतर होने वाले इंटर्नल ड्रॉप जो एक रेज़िस्टेन्स Ra के रूप में प्रकट हो रहे है तो यह IaRa ड्रॉप होने जा रहा है जो एक अर्थ में डीसी जेनरेटर के वोल्टेज रेग्युलेशन में योगदान दे रहा है अन्यथा मुझे 220 वोल्ट या जो भी हो एक कॉन्स्टेंट के रूप में वोल्टेज होना चाहिए था लेकिन इसके अलावा हम एक और चीज़ पेश करते हैं जिसे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कहा जाता है जो कुछ हद तक नॉन लीनीयर होने जा रहा है यह लीनीयर नहीं होगा क्योंकि यह सॅचुरेशन के चारों ओर हो रहा है और अन्य चीजें जो मूल रूप से किसी भी मॅग्नेटिक सर्किट की अभिव्यक्ति हैं वो हैफेरो मॅग्नेटिक मेटीरियल को शामिल करना तो आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि यह आर्मेचर रिएक्शन क्या है जिसके लिए मैं सबसे पहले ओरिजिनल फील्ड को बनाने की कोशिश करता हूं कि यह कैसे स्वयं प्रकट हो रहा है इसलिए यह नॉर्थ पोल है यह साउथ पोल है और यह मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से जा रही थी मूल रूप से मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं मैं इन मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पूरा पाथ नहीं दिखा रहा हूं जो कि योक से गुजरेगी निश्चित रूप से यह योक के माध्यम से जाएगी तो यह ओरिजिनल फील्ड लाइन्स थी इसलिए मेरी न्यूट्रल एक्सिस यदि मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि न्यूट्रल मॅग्नेटिक रूप से यह कहाँ न्यूट्रल एक्सिस था और यही वह जगह है जहां हम सामान्य रूप से ब्रश रखते हैं ताकि अगर हम वास्तव में कंडक्टर बना रहे हैं कि करंट को डॉट करंट से क्रॉस करंट में बदल दें या क्रॉस करंट से डॉट करंट में बदल दें जो कि वास्तव में न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष होता है ताकि यह सरल हो जाए क्योंकि करंट वास्तव में बहुत न्यूनतम होने वाला है या लगभग उस बिंदु पर 0 के पास है जिसके कारण वह करंट अधिकांशतः प्लस से माइनस या माइनस से प्लस करंट में बहुत आसानी से बदलने जा रहा है क्योंकि यह साउथ पोल के प्रभाव से नॉर्थ पोल् के प्रभाव की तरफ और नॉर्थ पोल् के प्रभाव से साउथ पोल की तरफ प्रवाहित हो रही है तो जब यह स्पष्ट रूप से प्रवाहित हो रहा है तो यह 0 से गुज़रेगा करंट 0 से गुज़रेगा और जब यह 0 से गुज़र रहा है तो इसे बदलना हमेशा आसान होता है यही कारण है कि हम ब्रश को थोड़ा यहाँ रख रहे हैं इसलिए ब्रश आम तौर पर इस एक्सिस के सापेक्ष रखे जाते है जो मॅग्नेटिक एक्सिस के लंबवत होता है इसलिए हमने इसे एक न्यूट्रल एक्सिस कहा है एक अर्थ में कई पुस्तकों में वे इसे क्वाड्रेचर एक्सिस के रूप में कह सकते हैं और हम इसे डायरेक्ट एक्सिस के रूप में कहते हैं इसलिए डायरेक्ट एक्सिस फील्ड लाइन्स के पेरलल है वे मेन पोल्स के द्वारा बनाई गई हैं नॉर्थ पोल् और साउथ पोल क्वाड्रेचर एक्सिस के अंतर्गत के तहत लंबवत है जो कि संयोगवश न्यूट्रल एक्सिस भी है अगर मैं केवल मेन फील्ड फ्लक्स पर विचार कर रहा हूं अब शुरू में मेरे कंडक्टर जो मैंने यहां रखे हैं हो सकता हैं वे सिर्फ EMFइंड्यूस कर रहे हैं मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है और अगर मैं मान रहा हूं कि रोटेशन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज़ हो सकती है यह ओमेगा है तो शायद मेरे पास डॉट्स होंगे इसे सत्यापित करते हैं और मेरे पास यहां क्रॉस होने जा रहा है मैं यहां फ्लेमिंग के राइट हेंड रूल को उपयोग करने जा रहा हूं इसलिए आपके पास यहां डॉट्स होंगे और यहां क्रॉस होंगे यदि यह डॉट और क्रॉस करंट बहुत अधिक प्रभावशाली हो गए क्योंकि मैंने संभवतः इस तरह से एक लोड को कनेक्ट किया है कि मैं अधिक से अधिक करंट ले रहा हूं शुरू में जब मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया था तो सचमुच करंट शून्य था जब मैंने वास्तव में एक लोड को कनेक्ट किया है और मैं रेज़िस्टेन्स को कम करके अधिक से अधिक करंट ले रहा हूं शायद मैं अधिक और अधिक करंट लेने जा रहा हूं जब उच्च और उच्च करंट आ रही हैं तो यह आर्मेचर कंडक्टर भी एक फ्लक्स बनाएगा क्योंकि वे भी एक मॅग्नेटिक कोर में रखे जाते हैं फेरो मॅग्नेटिक कोर इसलिए वे शांत रहने वाले नहीं हैं वे निश्चित रूप से एक फ्लक्स का उत्पादन करेंगे अब तक हमने इसे नजरअंदाज किया था लेकिन अब हमें इस पर विचार करना होगा तो जब हम इस पर विचार कर रहे हैं और मेन फ्लक्स पर इसकी किस तरह की रीएक्शन होने वाली है हम उसे आर्मेचर रीएक्शन के रूप में कहते हैं तो आर्मेचर रीएक्शन मेन फील्ड फ्लक्स की रीएक्शन है जो आर्मेचर कंडक्टरों द्वारा उत्पादित फ्लक्स की वजह से होती है जो करंट ले जा रहे हैं अब जब तक यह ओपन सर्किटेड नहीं है तो अगर मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से उनमें से प्रत्येक के आसपास हो सकता हूं तो मुझे एक फ्लक्स या फ़ील्ड लाइन खींचनी होगी मेरे पास उनमें से कई संख्या होगी लेकिन पूरी तरह से मैं कुछ इस तरह से उन्हें बना सकता हूं यह आप की कुल लाइन होगी फ़ील्ड लाइन मेरे पास क्या होगा और अगर यह डॉट है तो मैं कह सकता हूं कि यह उंगलियों की किस दिशा को इंगित करता है वे कैसे मुड़ती हैं जो फ़ील्ड लाइन की दिशा को इंगित करने जा रहे हैं इसलिए मैं इस दिशा में फ़ील्ड लाइन रखने जा रहा हूं है इस दिशा में फ़ील्ड लाइन ज़ाहिर है वे इस तरह जाएँगी पसंद करेंगे यह है यह इस तरह फील्ड लाइनें होने जा रही है इसी तरह मुझे इसके लिए फ़ील्ड लाइनों को भी खींचने में सक्षम होना चाहिए मुझे उन्हें और एयर गेप के माध्यम से दिखाना चाहिए जो वास्तव में दूसरा रास्ता होगा ये ऐसे होने जा रहा है इसलिए मेरे पास आर्मेचर कंडक्टरों द्वारा बनाई गई फ़ील्ड लाइनें हैं जो वास्तव में यहाँ जाने वाली हैं यदि मैं इसे देखता हूं उदाहरण के लिए आर्मेचर फील्ड लाइन इस तरह की है और मेन फील्ड लाइन्स यहाँ कहीं इस तरह है यह मैं बात कर रहा हूँ इसलिए मैं इस हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं जिसे मैं और विस्तार से इस तरह दिखा रहा हूं जबकि अगर मैं इस हिस्से को देखता हूं अगर मैं इस हिस्से को देख रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मेन फील्ड फ्लक्स इस तरह है और आर्मेचर फ्लक्स भी इस तरह है तो यह वह हिस्सा है जो मैं कर रहा हूं जिसे मैंने विस्तार किया है तो क्या आप मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं इसलिए किसी बिंदु पर मेन फ़ील्ड फ्लक्स का सीधे आर्मेचर फ्लक्स द्वारा विरोध किया जाता है और कुछ बिंदु पर मेन फ़ील्ड फ्लक्स में आर्मेचर मेन फ्लक्स जुड़ता है इसलिए मैं इसे मेग्नेटाइज़िंग आर्मेचर रीएक्शन फ्लक्स के रूप में कहूंगा जहां वे एक दूसरे को जोड़ रहे हैं मैं इसे डिमैग्नेटाइज़िंग आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स कहूंगा यहाँ अन्य भाग हैं उदाहरण के लिए मैं यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर रहा हूँ और यहाँ कुछ कंडक्टर हैं अच्छी तरह से एक दूसरे के पास के रूप में बंद हूँ आप जानते हैं अपने आप पोल करवेचर पर और वहाँ मैं फिर से इस बिंदु को डॉट और यहाँ इसे क्रॉस कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ फ्लक्स लाइन देख रहा हूँ यह वास्तव में लंबवत है यह न तो जुड़ने वाला है और न ही विरोध वाला यह वास्तव में लंबवत है इसलिए इस वजह से अगर मैं वास्तव में रिसल्टेंट को यहां देखता हूं तो यह इस तरह मेरा मेन फील्ड फ्लक्स है और मेरी आर्मेचर फ्लक्स लाइन्स इस तरह जा रही है आर्मेचर करंट की शक्ति पर यह निर्भर करता है निश्चित रूप से तो मैं इसे main इसे armature के रूप में कहूंगा इसलिए जब मैं वास्तव में रिसल्टेंट को देखता हूं तो मैं शायद रिसल्टेंट कुछ इस तरह प्राप्त करूंगा इन दोनों के रिसल्टेंट कुछ हद तक इस तरह दिखेंगे जबकि अगर मैं आर्मेचर कोर के अंदर देखता हूं तो यह बिल्कुल विपरीत दिशा में है इसलिए मैं समग्र फ्लक्स के रूप में जो प्राप्त करने जा रहा हूं वह वास्तव में कुछ इस तरह होगा यह वास्तव में एक सीधी लाइन के रूप में होगा आते हैं यह शायद कुछ हद तक इस तरह झुकता है और शायद यहाँ यह विपरीत दिशा में झुक सकता है और फिर से इस तरह से इसे झुकना चाहिए इसे इस तरह जाना चाहिए इसलिए सभी लाइन्स इस तरह जा रही हैं यह सभी फील्डलाइन्स कुछ इस तरह से जा रही हैं इसलिए आर्मेचर रीएक्शन वास्तव में समग्र फ्लक्स को विकृत करती है कुछ बिंदु पर यह फ्लक्स को मेग्नेटाईज़ कर रही है कुछ बिंदु पर यह फ्लक्स को डीमेग्नेटाईज़ कर रही है और मैं इसे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के रूप में कहूंगा यह न तो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव है और न ही मैग्नेटाइजिंग प्रभाव है यह एक प्रकार का है आप जानते हैं मेग्निट्यूड को संशोधित करने के साथ साथ दिशा भी इसलिए मैं इसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव के रूप में कहता हूं इसलिए आर्मेचर रीएक्शन अनिवार्य रूप से समग्र फ्लक्स प्रोफाइल पर तीन प्रभाव उत्पन्न करती है कुछ बिंदु पर यह एक मॅग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है इसलिए वास्तव में फ्लक्स में वृद्धि देखी जानी चाहिए लेकिन पहले से ही मैं सेचुरेशन के करीब हूं तो वृद्धि उतनी नहीं होगी जितनी मैं होने की उम्मीद करता हूं मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फ्लक्स को बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा मान लेते हैं कि मैं मूल रूप से कुछ 12 टेस्ला फ्लक्स डेन्सिटी पर काम कर रहा था हो सकता है कि 02 मैग्नेटाइजिंग प्रभाव हो 02 आर्मेचर रीएक्शन के कारण डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव है इसलिए यहां 14 होना चाहिए था यहां 10 होना चाहिए था 10 से नीचे आना बहुत आसान है कोई सेचुरेशन प्रभाव नहीं है लेकिन 14 तक जाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि पहले से ही यह काफी हद तक सेचुरेशन हो गया है इसलिए शायद 14 पर जाने के बजाय यह 125 या 13 पर जा सकता है इससे अधिक कुछ नहीं यह बहुत अधिक नहीं हो सकता है तो जो समग्र प्रभाव देखा जाता है वह फ्लक्स में कुल कमी है हालांकि मैग्नेटाइज़ेशन और डिमैग्नेटाइज़ेशन पोल्स के 2 सिरों पर हो रहे हैं मेन पोल आप देख सकते हैं कि यह अनिवार्य रूप से डिमैग्नेटाइज़ेशन है यह मैग्नेटाइज़ेशन है तो हम मैग्नेटाइजिंग प्रभाव के साथ साथ डिमैग्नेटाइजिंग दोनों प्रभाव देखने जा रहे हैं मैग्नेटाइजिंग प्रभाव डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के जैसे उपयोग में नही लाया जाता हैं क्योंकि सेचुरेशन चित्र में आने के कारण इसलिए कुल प्रभाव फ्लक्स में एक समग्र कमी है अगर वहाँ फ्लक्स में समग्र कमी है स्पष्ट रूप से वोल्टेज में एक गिरावट होगी मुझे यह पसंद है या नहीं लेकिन वोल्टेज में कोई गिरावट होगी तो वोल्टेज में यह गिरावट वह है जो प्रकट होती है फिर मैं एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स को बनाता हूं इसलिए मैं कहूंगा कि यह वास्तव में आर्मेचर रीएक्शन एआर ड्रॉप है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप अधिक और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब मेरे पास ज़्यादा और ज़्यादा आर्मेचर करंट होता है क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव वास्तव में बहुत अधिक प्रभावशाली होता है जब मैं आर्मेचर के माध्यम से अधिक और अधिक करंट प्रवाहित करने वाला होता हूं यही कारण है कि आप शुरू में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह कुछ हद तक लीनीयर हो सकता है लेकिन जैसा कि यह अधिक और अधिक करंट के लिए होता है सेचुरेशन प्रभाव बहुत अधिक स्पष्ट होता है जिसके कारण मैं कुछ समय बाद फ्लक्स में कोई वृद्धि नहीं देखने जा रहा हूं लेकिन मैं डिमेग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण फ्लक्स में स्पष्ट गिरावट देखूंगा जबकि मैग्नेटाइजिंग प्रभाव वास्तव में इतना स्पष्ट दिखाई देने वाला नहीं है तो यही कारण है कि जब मैं अधिक और अधिक आर्मेचर करंट पर जा रहा हूं तो मुझे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप की एक अच्छी मात्रा दिखाई देगी इसलिए यह अनिवार्य रूप से नहीं माना जाता है जब मैं केवल आर्मेचर रेज़िस्टेन्स ड्रॉप के बारे में बात कर रहा हूं आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप लीनीयर है जबकि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप नॉनलाइनर है यह सेचुरेशन प्रभाव के कारण लीनीयर नहीं होगा तो जो वास्तव में प्रकट होता है पहले वोल्टेज में गिरावट होती है टर्मिनल वोल्टेज में ये आर्मेचर रीएक्शन के प्रभाव हैं दूसरा बिंदु वास्तव में हम देखेंगे कि कृपया ध्यान दें कि मूल रूप से क्योंकि मेरे पास जो लाइन्स थीं वो क्षैतिज हैं मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस थी जो बिल्कुल बीच में थी अब मुझे फिर से यहाँ एक लंबवत लाइन को बनाना है इसलिए यह लंबवत सीधा यहाँ कहीं बाहर आएगा इसलिए न्यूट्रल एक्सिस स्वयं कुछ हद तक स्थानांतरित हो गया है आपको बता दें कि न्यूट्रल एक्सिस अब और ज़्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बीच में बिल्कुल नहीं है यह कहीं न कहीं आप झुके हुए फैशन में हैं इसलिए कृपया याद रखें कि मैंने रोटेशन की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज़ मान लिया है तो न्यूट्रल एक्सिस भी कुछ एंटी क्लॉकवाइज़ दिशा में स्थानांतरित हो जाता है एक जनरेटर में यह होगा एक मोटर में यह विपरीत होगा इसलिए यदि मैं रोटेशन की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज़ के रूप में ले रहा हूं तो न्यूट्रल एक्सिस में एक स्लाइड शिफ्ट होगी इसलिए अब ब्रश न्यूट्रल एक्सिस पर अधिक नहीं है ऐसा लगता है कि यह एक तरफ कहीं है इसलिए वास्तविक करंट स्थानांतरण जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं इस वजह से इसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पहले मैंने उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस पर रखा था इसलिए मुझे मूल रूप से मुझे उसे प्लस से माइनस या माइनस से प्लस स्थानांतरित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी जबकि अब मैं निश्चित रूप से उन कंडक्टरों के लिए जा रहा हूं जो पहले से ही शून्य करंट नहीं ले जा रहे हैं उन्हें बदलने की उम्मीद होगी क्योंकि मैंने वहाँ ब्रश रख दिया हैं इसलिए मैं करंट को प्लस से माइनस या माइनस से प्लस स्थानांतरित करने में और अधिक मुश्किल का सामना करने जा रहा हूं जिस पर हम कम्म्युटेशन के बारे में अधिक विस्तार से आवर्धक कांच के साथ देखेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के जनरेटर को देखने के बाद अगली चर्चा होगी इसलिए हम कम्यूटेशन को अधिक विस्तार से देखेंगे जब हम वास्तव में एक कम्यूटेटर सेगमेंट से अगले कम्यूटेटर सेगमेंट में वास्तविक करंट ट्रांसफर को देख रहे होंगे और इसी तरह आगे भी इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत शुरू होती है छात्र आर्मेचर रीएक्शन के कारण स्पार्किंग होती है प्रोफेसर स्पार्किंग कुछ हद तक इस वजह से होती है कुछ हद तक इसकी वजह यह तथ्य है कि मशीन कंडक्टरों में अंतर्निहित इनडक्टेन्स है इनडक्टेन्स पर कोई प्रभाव नहीं होगा अगर यह एक स्थिर करंट ले जा रहा है प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत समाप्त होती है प्रोफेसर लेकिन मैं करंट के I से I स्थानांतरण को देख रहा हूं जब कंडक्टर साउथ पोल साइड से नॉर्थ पोल साइड की ओर जा रहे हैं इसलिए यदि वास्तव में कंडक्टर में कोई करंट नहीं है जब उन्हें साउथ पोल की तरफ से नॉर्थ पोल की ओर ले जाया जा रहा है या इसके विपरीत मेरे पास कोई Ldidt भी नहीं होता लेकिन अगर मैं कंडक्टर भेज रहा हूं तो वे पहले से ही कुछ करंट ले जा रहे हैं और मैं वास्तव में उन्हें साउथ पोल साइड से नॉर्थ पोल साइड की ओर धकेल रहा हूं यहाँ आप जाते हैं आप उन्हें धक्का देते हैं तो Ldidtशांत रहने वाला नहीं है यह कहने वाला है कि मैं कुछ और समय के लिए करंट ले जाऊंगा कोई बात नहीं इसलिए यह मेन पोल्स से भारी विरोध के तहत कुछ और समय के लिए करंट ले जाने वाला है और वह अनिवार्य रूप से आसपास की एयर में फैल जाएगा कोई बड़ा वोल्टेज इंडक्शन होगा Ldidt स्वयं से प्रकट होगा और वह अनिवार्य रूप से जो डीसी मशीन में स्पार्किंग होती है उसके रूप में प्रकट होगा इसीलिए जब भी एक उच्च आर्मेचर करंट है वहां स्पार्किंग बढ़ती है अधिक स्पीड होने पर स्पार्किंग भी बढ़ेगी यदि आप स्पीड बढ़ाते हैं तो बदलाव को तेजी से और तेजी से करने के लिए कह रहे हैं dt कम हो रहा है आप Ldidt देख रहे हैं आप स्पार्किंग में वृद्धि देखेंगे दोनों स्पार्किंग में योगदान करेंगे हम इस पर अधिक विस्तार से देखेंगे जब हम कम्यूटेशन पर चर्चा कर रहे हैं तो आर्मेचर रिएक्शन के लिए बहुत कुछ अभी बस आखिरी उल्लेख जहां कही भी हम डॉट पर हैं यदि क्रॉस होने से डॉट के लिए हम किसी प्रकार का मुआवजा दे सकते हैं क्या मेरे पास कुछ वाइंडिंग हैं जो तुरंत आर्मेचर रीएक्शन के प्रभाव को समाप्त कर देगा अगर मैं यह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तो यह सारी आर्मेचर रीएक्शन शून्य और खाली है इसलिए आमतौर पर कई मशीनों में जो आर्मेचर रीएक्शन के बारे में बहुत ही हैं हम कुछ कंडक्टर लगा सकते हैं इसलिए यह मेरी पोल है मैं कुछ कंडक्टर लगा सकता हूं जिन्हें कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है वे आर्मेचर रीएक्शन फ्लक्स के लिए कॅंपनसेटिंग कर रहे हैं जो प्रकृति में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हैं मैं केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पोल के कर्वेचर के सापेक्ष होता है इसलिए पोल के कर्वेचर के सापेक्ष अगर मैं पोल के साथ कुछ वाइंडिंग लगाता हूं और अगर मैंने उन्हें रखा है लेकिन मैं उन्हें एक करंट ले जाने देना चाहता हूं जो आर्मेचर करंट के साथ एंटी सीरीज में है तो आर्मेचर करंट एक डॉट है यह क्रॉस ले जा रहा होगा या इसके विपरीत इसलिए वे आर्मेचर के साथ एंटी सीरीज होंगे इसलिए मेरे पास यहां करंट के रूप में क्रॉस करूंगा अगर मैं आर्मेचर कंडक्टर में डॉट कर रहा हूं तो कृपया आप आर्मेचर कंडक्टर कनेक्शन को समझ लें जो कि रोटर में रखे गए हैं आर्मेचर कंडक्टर कनेक्शन को कम्यूटेटर के माध्यम से ब्रश के माध्यम से बाहर लाया जाता है और ब्रश से ब्रश के बीच की कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग कनेक्ट हो जाएगी लेकिन एंटी सीरीज़ में इसलिए यह अगर मेरे पास है तो मैं शायद एक विशेष तरीके से बाध्य हूं कि यह स्वयं को डॉट और क्रॉस के रूप में प्रकट करे इसका अर्थ के इसमें आपके आर्मेचर करंट के विपरीत हो जो सभी है इसलिए सामान्य रूप से वे खुद सीरीज़ में ब्रश के साथ जुड़े रहेंगे इसलिए यदि मैं केवल 5 एम्पीयर की आर्मेचर करंट ले जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग भी केवल 5 एम्पीयर के अनुरूप एक फ्लक्स बनाने के लिए हो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि वे एक कॉन्स्टेंट करंट ले जाए मैं चाहता हूं कि जो भी आर्मेचर करंट है वह ठीक उसी तरह से ले जाए ताकि यह सामान्य रूप से ब्रश के साथ सीरीज़ में जुड़ा हो यही काम दूसरे पोल के लिए भी किया जाएगा इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि यह नॉर्थ पोल है अगर यहाँ साउथ पोल है तो मेरे पास फिर से यहाँ पर कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग होने वाली है उदाहरण के लिए अगर यह डॉट कर रहा हूँ क्रॉस शामिल हैं तो यह अनिवार्य रूप से कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत शुरू होती है प्रोफेसर यह स्टेटर पर है लेकिन इसे इस तरह से जोड़ा जाएगा कि यह आर्मेचर करंट को वहन करता है जो रोटर करंट है कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल कर्वेचर के सापेक्ष होगा इसे पोल कर्वेचर के सापेक्ष रखा जाएगा और यह अनिवार्य रूप से आर्मेचर करंट के विपरीत में एक करंट ले जाएगा इसलिए यह आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को शून्य कर देगा प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत समाप्त होती है प्रोफेसर हमारे पास इंटरपोल नाम की भी कोई चीज होगी जो छोटे पोल्स होते हैं जो या तो मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को शून्य कर देंगे या डीमेग्नेटाइजिंग प्रभाव को शून्य कर देंगे कृपया याद रखें कि मैग्नेटाइजिंग प्रभाव और डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव हमेशा D एक्सिस से Q एक्सिस के सापेक्ष होते हैं तो D एक्सिस के सापेक्ष क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करने के लिए हमने वाइंडिंग कॅंपनसेटिंग लगाई 2 मेन पोल्स के बीच Q एक्सिस के सापेक्ष पोलर फील्ड के साथ हमने इंटरपोल नामक कुछ रखा इसलिए यदि आर्मेचर रीएक्शन एक मैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न कर रही है तो मैं इंटरपोल की मदद से एक डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न करूंगा या इसके विपरीत तो आर्मेचर रीएक्शन के प्रभाव पर वापस आने के लिए टर्मिनल वोल्टेज में कमी है जो कि पहला बिंदु है दूसरा बिंदु है कि न्यूट्रल एक्सिस स्थानांतरित हो जाता है न्यूट्रल एक्सिस को स्थानांतरित कर दिया जाता है यही हमने देखा है तो यह दोनों चीजें समाप्त हो सकती हैं यदि मेरे पास कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल हैं वे मूल रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि मेरे पास इंटरपोल और कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयुक्त डिजाइन है तो आर्मेचर रीएक्शन प्रभाव पूरी तरह से शून्य हो जाएगा इस स्थिति में फिर से न्यूट्रल एक्सिस सामान्य हो जाएगा कम्यूटेशन और सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा इसलिए जहां भी मैं स्पार्किंग बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं आम तौर पर हम डीसी मशीन के लिए खुद को रोकते हैं अगर यह संभव है फिर भी अगर मुझे किसी कारण डीसी मशीन का उपयोग करना है तो मैं कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल को पसंद कर सकता हूं हालांकि वे सभी आम तौर पर बहुत महंगा हो गए थे अगर मैं इन चीजों के बिना डीसी मशीन खरीदता हूं तो यह कम खर्चीला होगा इसकी तुलना में जब मैं इसे कॅंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ साथ इंटरपोल के साथ खरीदता हूं तो यह निश्चित रूप से महंगा होगा इसलिए अब जब हम एक सेपरेट्ली एग्ज़ाइटेड डीसी जनरेटर के मामले में आर्मेचर रीएक्शन और उसके प्रभाव को पूरा देख चुके हैं आइए हम पहले सेल्फ़ एग्ज़ाइटेड जनरेटर को देखें जो एक शंट जनरेटर है इसलिए सेल्फ़ एग्ज़ाइटेड जनरेटर जैसा कि नाम से संकेत मिलता है कि आप बिल्कुल अलग एक्साइटेशन नहीं दे रहे हैं कोई पॉवर सप्लाइ उपलब्ध नहीं है बस जो आप कर रहे हैं कि जनरेटर चला रहे है और इसे इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करना है आप कोई एक्साइटेशन नहीं दे रहे हैं बहुत अच्छा लगता है तो आप वास्तव में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रदान नहीं करने जा रहे हैं यहां तक कि मैग्नेटाइजेशन भी शुरू करने के लिए भी तो आप इस मामले में क्या करेंगे आपके पास यहाँ आर्मेचर है और फिर आप यहाँ फील्ड कॉइल रखने जा रहे हैं आप किसी सप्लाई को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आप यहाँ एक लोड कनेक्ट कर सकते हैं जो ठीक है प्रारंभ में आपके पास कुछ रेसिडुयल मॅगनेटिज़म होगा यह एक छोटे वोल्टेज का उत्पादन करेगा वह वोल्टेज फील्ड के माध्यम से एक करंट प्रवाहित करेगा रेसिडुयल मॅगनेटिज़म हम कहते हैं कि 15 या 20 वोल्ट के एक छोटे वोल्टेज का उत्पादन कर रहे हैं इसलिए यह फील्ड के माध्यम से एक करंट प्रसारित करने जा रहा है शुरू में मैं लोड को भी कनेक्ट नहीं कर सकता हूं मैं कहूंगा कि पहले वोल्टेज का निर्माण किया जाए तभी मैं लोड को कनेक्ट करूंगा तब तक मैं सभी संभावना में लोड को कनेक्ट नहीं करूंगा तो मेरे पास एक करंट होगी जो उस फील्ड से गुजरती है जो वास्तव में करंट को शून्य से अधिक बनाता है निश्चित रूप से शून्य करंट के साथ उत्पन्न होता है रेसिडुयल मॅगनेटिज़म जो एक वोल्टेज का उत्पादन कर रहा था अब वह वोल्टेज फील्ड के माध्यम से करंट को प्रसारित करेगा हमें यह मानकर चलना चाहिए कि करंट एक फ्लक्स बनाने जा रही है जो सहायता करेगा जो मूल रेसिडुयल फ्लक्स की सहायता करेगा इसलिए फ्लक्स में वृद्धि होगी अधिक वोल्टेज अधिक करंट अधिक फ्लक्स अधिक वोल्टेज अधिक करंट अधिक प्रवाह यह बस आगे और आगे का निर्माण करेगा यह अनंत तक जाना चाहिए था लेकिन सॅचुरेशन प्रभाव में आता है इसलिए फ्लक्स विशेष मूल्य से आगे नहीं जा सकता है और फिर आप मूल रूप से देखेंगे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन यह कुछ वॅल्यू तक पहुँच जाता है जो इसके द्वारा निर्धारित होता है जहाँ मैं VfEgIfRf करने जा रहा हूँ तो मुझे Egकहने दें इसलिए यह Eg1 से मेल खाता है इसलिए आप देखने जा रहे हैं यह तब तक होता है जब तक यह एक ऑपरेटिंग बिंदु तक नहीं पहुंच जाता है जो कि Eg1के अनुरूप है जो कि वह बिंदु होगा जहां फील्ड वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज एक दूसरे को संतुलित करते हैं वे पेरलल में जुड़े हुए हैं इसलिए वे एक दूसरे को संतुलित करने के लिए जा रहे हैं किसी भी दी गई स्पीड पर जो भी रेटेड स्पीड है जिस पर मैं जेनरेटर चला रहा हूं हम अगली कक्षा में सेल्फ़ एग्ज़ाइटेड प्रक्रिया के साथ जारी रखेंगे